माइक्रोवेव एंटीना डिज़ाइन और सिद्धांतों पर इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है अब पहली चीज जो हम देखेंगे वह है माइक्रोवेव रेडिएशन से जुड़ी बुनियादी बातें तो आप जानते हैं कि यदि हमारे पास समय के साथ परिवर्तित होने वाली धारा समय के साथ परिवर्तित होने वाली विद्युत धारा है तो मैक्सवेल के नियम Maxwell's law के अनुसार रेडिएशन होगा इसलिए कोई भी संरचना जो समय के साथ परिवर्तित होने वाली विद्युत धारा का सहयोग करती है तो रेडिएशन उत्पन्न होगा लेकिन यह एक एंटीना नहीं है क्योंकि यह विकिरण दक्ष नहीं हो सकता है विकिरण की दक्षता से आपका क्या मतलब है इसका मतलब है हम जो भी शक्ति दे रहे हैं वह पूरी या उसकी एक बड़ी मात्रा स्वतंत्र स्थान में विकिरित हो जानी चाहिए इसका मतलब है कि उचित इम्पीडेन्स मैचिंग होनी चाहिए हम जानते हैं कि स्वतंत्र स्थान प्रतिबाधा 377 ओम है इसलिए यदि एंटीना पोर्ट की तरफ की इम्पीडेन्स इस 377 ओम के साथ संगत नहीं है तो शक्ति का विकिरण बहुत अधिक विकिरित नहीं होगा रिफ्लेक्शन ऑफ़ पावर होगा तो इसी कारण शक्ति का मुक्त स्थान के साथ कार्यकुशलता से जोड़ना एक एंटीना का कार्य है एक एंटीना का दूसरा कार्य विकिरण को उचित दिशा में प्रेषित करना है क्योंकि हम सभी दिशाओं में विकिरण नहीं चाहते हैं हम उसी दिशा में विकिरण चाहते हैं जहां हम चाहते हैं शक्ति किसी और के द्वारा ग्रहण की जा रही होती है तो ये दो गुण विकिरण की प्रत्यक्ष प्रकृति और इम्पीडेन्स कपलिंग है जो एंटीना लाता है तो हम संरचनाओं को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि कुशलता से ऐसा हो और फिर उसे हम एंटीना कहते हैं अब एंटीना इंजीनियरिंग की समस्या दो प्रकार की है पहली हम जानते हैं कि संरचना पर किस प्रकार की धारा घनत्व से किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होगा हम जानते हैं कि समय के साथ धारा परिवर्तित होती है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में होते हैं तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते तो ये क्षेत्र अंतरिक्ष में हर जगह हैं हम जानना चाहते हैं कि E और H क्षेत्र क्या है इसे एंटीना एनालिसिस की समस्या कहा जाता है इसका मतलब है कि यदि हम क्षेत्र को जानते हैं यदि हम संरचना में प्रवाहित धारा जानते हैं तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर जगह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या है लेकिन एक और समस्या है कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यह इस प्रकार का क्षेत्र होना चाहिए मैं चाहता हूं कि इस दिशा में होना चाहिए तो किसी अन्य दिशा में इसकी तुलना में बहुत अधिक विकिरण है किसी तरह का कोई रेडिएशन अन्य दिशा की तुलना में नहीं होना चाहिए मान लीजिए अधिकतम विकिरण का 30 होगा इसलिए इसका मतलब है कि अगर मैं यह रेडिएशन उल्लेखित करता हूं मैं इस प्रकार का निर्देशन चाहता हूं तो हम एंटीना कैसे डिजाइन करते हैं इसे एंटीना सिंथेसिस समस्या कहा जाता है अब मुख्य रूप से इस पाठ्यक्रम में हम पहले विश्लेषण करेंगे उसके बाद हम संक्षिप्त में संश्लेषण समस्या के बारे में पढ़ेंगे इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या मैक्सवेल एक्वेशन Maxwell's equation क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सवेल के समीकरण मूल रूप से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार को प्रस्तुत करती है जब समय के साथ परिवर्तित होने वाले उत्तेजक के स्रोत उपस्थित होते हैं तो और हमारे पास फूरियर विश्लेषण भी है तो हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत सिगनल को विभिन्न साइनसॉइड के सुपरपोजिशन में तोड़ा जा सकता है तो अगर हम एक समय के साथ परिवर्तित साइनसोइडल देते हैं समय के साथ परिवर्तित धारा एक संरचना को देते हैं तो पहले हमें मैक्सवेल के समीकरण लिखने दें हम जानते हैं कि मैक्सवेल के समीकरण विद्युत क्षेत्र के कर्ल हैं जिसे मैं लिख सकता हूं यह ओमेगा उत्तेजक है जो साइनसोइडल एक्साइटेशन आवृत्ति में आ रहा है तो हम जानते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र का कर्ल है तो फिर हम यह भी जानते हैं कि विस्थापन सदिश का डायवर्जेंस जो आयतन आवेश घनत्व द्वारा दिया गया है और हम जानते हैं कि B सदिश का डायवर्जेंस 0 है तो ये मैक्सवेल के चार समीकरण हैं लेकिन आप जानते हैं कि यहां हम मानते हैं कि हम स्रोतों को जानते हैं यहां स्रोत धारा घनत्व सदिश J और आवेश घनत्व ρ है इसलिए अगर हम यह जानते हैं कि हम हर जगह E और H को निकालना चाहते हैं लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि यहां विभिन्न मात्राएं हैं हमारे पास विद्युत क्षेत्र E है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र H है लेकिन हमारे पास दो और अज्ञात मात्राएं हैं एक D है दूसरी B है तो यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है यह एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है तो यहां चार समीकरण हैं लेकिन हम E और H पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या हम D और B को खत्म कर सकते हैं हां हम कर सकते हैं क्योंकि इनमें संवैधानिक संबंध हैं तो संवैधानिक संबंध के साथ हम जानते हैं कि D सरल सामान के लिए D विद्युत क्षेत्र से संबंधित है और B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सदिश संवैधानिक संबंध के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है इसलिए अब हम वापस जाना चाहते हैं और D और B को समाप्त कर रहे हैं परंतु यहां पर आप देखते हैं यहां एक समस्या है कि भले ही हम उस संवैधानिक संबंध का उपयोग करके B को यहां से समाप्त कर दें तो यहां H आ रहा है इसलिए E के कर्ल को मूल रूप से चुंबकीय क्षेत्र H के शब्दों में उल्लेखित किया जाता है इसी तरह H के कर्ल को इस D के शब्दों में उल्लेखित किया जाता है मैं E को संवैधानिक संबंधों की सहायता से बदल सकता हूं तो H का कर्ल विद्युत क्षेत्र के शब्दों में है इसलिए वे एक साथ युग्मित हैं जब तक मैं उन्हें हल नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाईं तरफ अज्ञात होना चाहिए दाएं तरफ को ज्ञात होना चाहिए जो यहां मौजूद नहीं है क्योंकि E और H दोनों मेरे लिए अज्ञात हैं लेकिन वे बाएं और दाएं दोनों तरफ मौजूद हैं इसलिए जाहिर है वहाँ J और ρ भी हैं मैं उनका उपयोग करूंगा लेकिन मुझे अब कुछ करना पड़ेगा इसलिए जब हम वास्तव में यह जानते हैं कि यदि हम पहले समीकरण का कर्ल लेते हैं तो जो हमें मिलता है वह Δ होगा और यहाँ हम संवैधानिक संबंध रख सकते हैं तो Δ क्रॉस H मैक्सवेल के दूसरे समीकरण में था तो मैं minus j ω μ को रख सकता हूं फिर उसके स्थान पर मैं j ω D plus J रखूंगा और फिर संवैधानिक संबंध प्रयोग कर मैं लिख सकता हूं ω2 μ D minus j ω μ 0 J फिर से मैं संवैधानिक संबंध का उपयोग कर रहा हूं और अब यह ω2 into μ into ϵ किसी दिए गए उत्तेजक स्रोत और माध्यम के लिए एक सतत मान है तो हम आमतौर पर एक सतत मान k नोट k नोट एक वेव नंबर है 'नोट' मैं यहां फ्री स्पेस के लिए लिख रहा हूं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ यह समीकरण है यदि मैं इस k not square E में लेता हूँ तो मैं Del cross Del cross E minus k not square E को minus is j omega mu not J लिख सकता हूं इसलिए यह हल के लिए उत्तरदायी है क्योंकि आप देखते हैं कि बाएं तरफ अज्ञात E और दाएं हाथ की तरफ अज्ञात स्रोत मान है धारा घनत्व है जो कि संरचना से संबंधित है सभी सतत मान है इसलिए मैं सैद्धांतिक रूप से इसे हल कर सकता हूं इसलिए एंटीना एनालिसिस इसी से है और एक बार E पता होने के बाद मैं उसे मैक्सवेल के समीकरण में डाल सकता हूं और H को प्राप्त कर सकता हूं इसलिए इससे पूरा एंटीना इंजीनियरिंग हल हो सकता है लेकिन वास्तव में अगर मैं जाना चाहता हूं तो हल कर सकता हूं क्योंकि यह एक सदिश राशि संबंध है इसलिए अगर मैं इसे करना चाहता हूं तो यह समस्याग्रस्त होगा क्योंकि J और E गणितीय रूप से इतने संबंधित नहीं हैं मुझे कई मामलों में कुछ समस्याएं मिलेंगी तो एंटीना इंजीनियरिंग में हम एक वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करते हैं हम समाधान को आसान बनाने के लिए पोटेंशियल की अवधारणा का उपयोग करते हैं यहाँ मुझे याद है कि यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करते हैं तो कूलम्ब का नियम भी है जो हमें आवेश का घनत्व और विद्युत क्षेत्र में संबंध बताता है इसलिए यह संबंधित हो सकता है लेकिन कई बार हम नहीं चाहते हैं हम एक समस्या में हैं जिसका हल निकालते हैं इसलिए चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र संरक्षित होता है तो हम पोटेंशियल जो कि एक अदिश राशि है की अवधारणा को परिभाषित करते हैं और जो कई बार सरलीकृत हुआ है क्योंकि आवेश वितरण को देखते हुए हमें पोटेंशियल मिला और इस पोटेंशियल से जिसे हमेशा प्राप्त करते हैं पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकालते हैं जो कि विद्युत क्षेत्र है इसी तरह यहां हम पोटेंशियल की अवधारणा भी देखते हैं पोटेंशियल की अवधारणा एक काल्पनिक अवधारणा है लेकिन यह समाधान को आसान बनाता है क्योंकि यह समीकरण को हल करने के बजाय हम पोटेंशियल के उपयोग के माध्यम से हल करते हैं तो यह मुख्य रूप से इस पहले व्याख्यान का विषय होगा कि पोटेंशियल की अवधारणा क्या है इसलिए हम पुनः मैक्सवेल के चौथे समीकरण को देखते हैं जो कि बताता है कि चुंबकीय फलक्स घनत्व का डायवर्जेंस शून्य होता है तो तो यह मैक्सवेल का चौथा समीकरण था जिसकी सहायता से अपने वेक्टर विश्लेषण के ज्ञान से हम कह सकते हैं कि B को फिर एक सदिश राशि का कर्ल व्यक्त किया जाना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सदिश राशि के कर्ल का डायवर्जेंस शून्य होता है तो हम कह सकते हैं कि B को एक सदिश का कर्ल होना चाहिए और यह सदिश हम इसे एक सदिश कहते हैं क्योंकि कर्ल केवल एक सदिश राशि का ही लिया जा सकता है तो इसे चुंबकीय वेक्टर पोटेंशियल कहा जाता है इसलिए यदि हम इसे मैक्सवेल के पहले समीकरण में रखते हैं जो पहले के मामलों में मैंने हल करने के लिए लिया था फिर से मैं देखूंगा कि अगर मैंने इसे मैक्सवेल के पहले समीकरण में डाला तो डेल क्रॉस E अगर मैं वहां डालूं और और पक्षों को बदल दूं जैसा कि आप देखते हैं मुझे यह समीकरण मिलेगा और यह समीकरण कहता है कि किसी चीज़ का कर्ल शून्य है इसलिए हमारे वेक्टर विश्लेषण से हम फिर कह सकते हैं कि यह मात्रा यह एक अदिश राशि क्षेत्र V का ग्रेडिएंट होना चाहिए तो यह V एक अदिश राशि है यह एक और पोटेंशियल फंक्शन है इसे अदिश विद्युत पोटेंशियल कहा जाता है यह अदिश है इसीलिए यह अदिश है यह विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आ रहा है यही कारण है कि इसे विद्युत पोटेंशियल कहा जाता है और आप देखते हैं कि पिछला मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल था जो चुम्बकीय क्षेत्र की परिभाषा से आ रहा था इसी कारण वह मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल था अब उस परिभाषा के साथ ये दोनों सदिश और अदिश पोटेंशियल अगर हम मैक्सवेल के दूसरे समीकरण में डालते हैं क्योंकि मैंने पहले समीकरण और चौथे समीकरण का उपयोग पहले ही कर लिया है मैं अब इसे दूसरे समीकरण पर डाल रहा हूं जो एम्पीयर Ampere's का नियम या मैक्सवेल का संशोधित नियम है इसलिए अगर मैं रखता हूं मैं फिर से वह समीकरण लिख रहा हूं इसलिए आप अब संवैधानिक संबंध से समझ सकते हैं जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं और यहां फिर से हम पहले ही वेक्टर पोटेंशियल देख चुके हैं तो यहाँ मैं वेक्टर पोटेंशियल डालूँगा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल B के स्थान पर तो मुझे j omega mu epsilon E मिलेगा यहाँ मैं स्केलर पोटेंशियल V रखूंगा अब हम वेक्टर समरूपता का उपयोग कर सकते हैं Del cross Del cross A is Del Del dot A minus Del square A है यह लाप्लासियन है यह डायवर्जेंस का ग्रेडियंट है इसलिए यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें इस पक्ष में जो मिलता है मैं इसे लिखूंगा कि Del Del dot A minus Del square A इस मात्रा के बराबर है तो यहाँ अगर मैं सरलीकरण करता हूँ इसका मतलब है अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो मुझे omega square mu epsilon A minus j omega mu epsilon Del V plus mu J मिलेगा इसलिए अब मैं यह कह सकता हूं कि यदि मैं पक्ष बदलूं तो मैं इसे लिख सकता हूं तो आप देखते हैं कि इस भाग को छोड़कर इस भाग में मुझे कुछ करना होगा अन्यथा मुझे एक ज्ञात मान मिल गया है और यह अब एक प्रमेय है जिसे हेलमहोल्ट्ज प्रमेय कहा जाता है जो किसी भी वेक्टर या किसी वेक्टर क्षेत्र को बताता है जो विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है यदि हम इसके डायवर्जेंस और कर्ल को निर्दिष्ट करते हैं दरअसल इसीलिए मैक्सवेल के समीकरण में E फ़ील्ड का डायवर्जेंस और E फ़ील्ड का कर्ल शामिल है चुंबकीय क्षेत्र का डायवर्जेंस और चुंबकीय क्षेत्र का कर्ल उन चार समीकरणों में होता है तो उनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र निर्दिष्ट होते हैं इसी तरह यहां हम पहले से ही वेक्टर पोटेंशियल A का मान रख चुके हैं हमने इसके कर्ल को परिभाषित किया है लेकिन हमने इसके डायवर्जेंस को परिभाषित नहीं किया है यहां एक मौका है कि हम इस डाइवर्जंस को डाल सकते हैं इस तरह के डायवर्जेंस को चुनने के लिए इसलिए इसका पद मान शून्य हो जाता है यही कारण है कि हम A के डायवर्जेंस को minus j omega mu epsilon V चुन सकते हैं अगर हम इसे इस स्थिति में करते हैं तो इसको लोरेंत्ज़ गेज स्थिति कहा जाता है तो लोरेंत्ज़ गेज की स्थिति यह है इसकी सहायता से इस समीकरण को विद्युत क्षेत्र समीकरण को हल करने के बजाय सीधे अच्छी तरह से हल किया गया था हम इस समीकरण को हल करेंगे और इस समीकरण में एक अच्छी बात है है जो आप देखते हैं कि एक सदिश का लाप्लासियन एक अदिश राशि है तो A की दिशा क्या है A की दिशा केवल J की दिशा है इसलिए अगर कुछ माप से या किसी तरह से अगर हम भौतिक समझ से कर सकते हैं यदि आप ज्ञात कर सकते हैं कि J की दिशा क्या है तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि वेक्टर पोटेंशियल A की भी वही दिशा होगी यह पिछले केस में संभव नहीं था यदि हम वेक्टर पोटेंशियल का सहारा नहीं ले रहे हैं तब यदि आप विद्युत क्षेत्र को देखते हैं तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि J की यह दिशा है विद्युत क्षेत्र की भी यही दिशा है अब यही वह खूबसूरती है जिसके कारण हमें E और H को खोजने में कठिन समस्या है हमने एक कम कठिन समस्या बना ली है जो हमें J को निकालने में सहायता करती है अब यह कैसे आसान है क्योंकि यहां हम किसी भी तरह J को निकालते हैं J को निकालना इसका मतलब है उस संरचना में धारा क्या है जिसे हमें खोजना होगा अब हम इस पर विचार क्यों कर रहे हैं कि यह आसान है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि भौतिक तर्क कभी कभी मदद करता है माप भी ओर चीज में मदद करता है यह संरचना है मान लीजिए कि मेरे पास एक रेडिएटर है माना अब इस रेडिएटर पर विद्युत धारा इस तरह प्रवाहित हो रही है और अब ब्रह्मांड में हर जगह फ़ील्ड हैं इसलिए क्षेत्रों को निकालने की बजाए यह पता लगाना आसान है कि यह एक स्थानीयकृत चीज़ पर है क्योंकि यह धारा स्थानीयकृत है क्योंकि यह चालन धारा जो केवल इस संरचना पर होगी यह मुक्त स्थान में नहीं होगी मुक्त स्थान धारा प्रवाह में सहयोग नहीं कर सकता इसलिए चूंकि यह स्थानीय है यह उस संरचना पर स्थानीयकृत है जिसे हम विकीर्ण कर रहे हैं इसलिए यह एक आसान समस्या होगी और वास्तव में यह एक आसान समस्या में बदल जाती है ताकि हम इस समीकरण को हल कर सकें एक बार जब हम A जान जाते हैं हम A के समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं इसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र और उस चुंबकीय क्षेत्र से हम जानते हैं कि हम मैक्सवेल के समीकरण में डाल देंगे और यह पता लगा लेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है तो यह हमारा हल करने का तरीका होगा अब यह समीकरण आप जानते हैं कि यह इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं में कई बार आती है यह तरंग समीकरण है और हम इसका नाम जानते हैं यह नाम पहला व्यक्ति जिसने इसको किया वह हेल्महोल्ट्ज़ है तो यह केवल एक हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है कृपया याद रखें कि यह एक विषमरूप हेल्महोल्त्ज़ समीकरण है क्योंकि दाहिने हाथ की तरफ शून्य नहीं है यह स्रोत है तो स्रोत की मात्रा को निकलना होगा या हमें इसका विशेष हल निकलना होगा लेकिन इसका सामान्य फार्मूला जो हम जानते हैं और अब हम इसे लिखेंगे कि यह विषमरूप हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है तो यह विषमरूप हेल्महोल्त्ज़ समीकरण से एक कदम आगे का है अब यह तर्क दिया जा सकता है कि वास्तव में अगर हम मैक्सवेल के समीकरण को देखते हैं तो आप कहते हैं कि मैक्सवेल के समीकरण में दो स्रोत मात्राएं हैं एक यह J है और दूसरा यह ρ है तो हमने J को क्यों लिया है हम ρ को भी ले सकते हैं हां यह सच है कि हम ρ से शुरू कर सकते हैं हम ρ को स्रोत के रूप में ले सकते हैं और हम जानते हैं कि यह मैक्सवेल का तीसरा समीकरण या गॉस का नियम है और यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ अदिश पोटेंशियल की परिभाषा को रखने पर मैं इसे इस प्रकार लिख लिख सकता हूं कृपया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद रखें कि यह केवल minus Del V है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में यह पोटेंशियल है इसे यहां भी जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यदि आपको याद हो तो यह हमारी परिभाषा थी और फिर ये बन जाती हैं ये सभी फेज़र मात्राएँ हैं मैं यहाँ डायवर्जेंस रख रहा हूँ लोरेंटेज़ गेज की स्थिति को और इससे यह Del square V plus k not square V हो जाता है तो आप इसे हल कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक समीकरण है और इसलिए यहां से भी आप यह प्राप्त कर सकते हैं और आप यह तर्क दे सकते हैं कि यह एक सरल समीकरण है क्योंकि यह V एक अदिश राशि है तो मैं इसे निकाल सकता हूं लेकिन समस्या ρ को ढूंढने की है और याद रखें कि विकिरण के लिए हमें एक धारा की आवश्यकता होती है तो आवेश निकलना या भौतिक तर्क से आवेश निकलना इतना आसान नहीं है तुलनात्मक रूप से धारा को खोजना ज्यादा आसान है और ये दोनों समीकरण स्वतंत्र भी नहीं हैं वह समीकरण जिसमें चुंबकीय वेक्टर पोटेंशियल A del square A plus k not square A बराबर है minus mu J के और ये दोनों विषमरूप हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के रूप में तरंग समीकरण हैं लेकिन वे संबंधित हैं किसने संबंधित किया क्योंकि हम जानते हैं कि समय के साथ परिवर्तित क्षेत्र में J और ρ वे निरंतरता समीकरण से संबंधित हैं जिसमें Del dot J बराबर है minus rho Del Del rho del t जो कि j omega ρ है तो यहाँ कुछ भी नया नहीं है लेकिन एक रेडिएटिंग स्ट्रक्चर के लिए ρ को विशेष रूप के ρ से निकालना इतना आसान नहीं है तुलनात्मक रूप से J को विशेष रूप से प्रदर्शित करना आसान है यही कारण है कि हम ऐसा करते हैं इसके अलावा मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में इनहोमोजेनियस हेल्म्होल्त्ज़ एक्वेशन जिसको की तीन अदिश समीकरणों में बदल सकते है इसलिए ये तीन अदिश समीकरण हैं तो अगर मैं किसी तरह इस संरचना को तोड़ सकता हूं जो मैंने दिखाया है मान लीजिए कि यह हमारा धारा J है इसलिए यदि मैं इसे समकोणिक निर्देशांक Jx Jy Jz में तोड़ सकता हूं फिर मुझे इन अदिश समीकरणों को हल करना होगा तो कैसे भी करके हमें इसे हल करना होगा और इसका हल हमें बताएगा की कैसे एंटीना के मामले में E और H निकले जा सकते है इसको हम धारा वितरण की धारणा को लेकर आगे देखेंगे धन्यवाद